असाइनमेंट 5 समस्या 6 8 असाइनमेंट संख्या 5 के हल को जारी रखते हुएअब मैं समस्या संख्या 6 7 8 को हल करने जा रहा हूं समस्या 6 कहती है कि लंबाई L और त्रिज्या R एक लंबा बेलन लेते हैं जहां RL तो हम वास्तव में लंबाई L और त्रिज्या R का एक बहुत पतला बेलन लेते हैं इसे लंबा लेने का उद्देश्य यह है कि हम फ्रिंज प्रभाव को नकार सके अर्थात हम आवश्यक रूप से एक असीमित लंबाई का बेलन लेते हैं जिसमें x दिशा में चुंबकत्व M है तो यदि मैं ऊपर से देखता हूं तो यह चुंबकत्व इस तरह से दिखता है यहां z पर निर्भरता नहीं है और हम क्या जानना चाहते हैं कि H का डायवर्जेंस क्या है मैं जानता हूं कि डायवर्जेंस B 0 है और यह0डायवर्जेंस H डायवर्जेंस M के बराबर है और इसलिए डायवर्जेंस H डायवर्जेंस M तो यदि मैं डायवर्जेंस M की गणना करता हूं मुझे उत्तर मिल जाएगायद्यपि मैं अभी उत्तर लिख सकता हूं मैं आपको दिखाता हूं कि गोश के नियम का उपयोग करके इसे तरीके से कैसे प्राप्त किया जा सकता है अब यदि मैं इसे ऊपर से देखता हूंजैसा मैंने पहले कहा M हर जगह से इस तरह दिखता है और डायवर्जेंस को निकालने का सबसे अच्छा तरीका है इसकी परिभाषा का उपयोग करके जो कहती है कि डायवर्जेंस M का यदि आयतन के लिए समाकलन किया जाता है तो यह सतह के आयतन के सतह समाकलन के बराबर होता है यदि मैं इसका किसी कोण पर पता लगाना चाहता हूं मैं यहां एक बहुत छोटी लंबाईऔर क्षेत्र a का एक डिब्बा लेता हूं अब ध्यान दें कि यदि यह डिब्बा अंदर है यदि डिब्बा अंदर है और मैं Mds के समाकलन की गणना करना चाहता हूं क्योंकि यह चौड़ाई बहुत कम है तो यह सतह के सतह समाकलन में 0 देती है दूसरी तरफ इसे देखिए M अंदर आ रहा है और M बाहर जा रहा है इसलिए जो भी फ्लक्स अंदर आ रहा है वह बाहर जा रहा है इसलिए Mds 0 है और इसलिए अंदर डायवर्जेंस M जीरो है जिसकी आपने आशा की थी क्योंकि यह समान चुंबकत्व है दूसरी तरफ चलिए देखते हैं कि क्या होता है जब मैं सतह पर आता हूं यह चुंबकत्व है यदि मैं इस सतह पर आता हूं और पुनः इस विशेष डिब्बे को जो परिवर्तित होती हुई ऊंचाई परंतु क्षेत्र a है इसे बनाता हूं ध्यान दें की आंतरिक सतह पर n बाहर जा रहा है और इसलिए Mds M सतह के लंबवत जो है McosΦ है उसका घटक होगा यदि मैं यहां से एक कोण लेता हूं और क्योंकि सतह के अभिलंब यह विपरीत दिशा में होगा और ऋण आत्मक होगा और इसलिए बाहर की तरफ से कोई योगदान नहीं है तो हमने क्या पाया कि डिब्बे के अंदर पूरी तरह बेलन के अंदर Mds को क्षेत्र से गुणा करने पर यह 0 है और McosΦगुणा क्षेत्र के बराबर है जब इसका एक भाग बाहर की तरफ है एक भाग अंदर की तरफ हैनिसंदेह इसकी ऊंचाई लगभग 0 है और तब यह डायवर्जेंस M गुना आयतन dv के बराबर होना चाहिए तो इसका तात्पर्य है कि अंदर के लिए डायवर्जेंस M0 है जो कि सत्य है और जब डिब्बा अंदर और बाहर की तरफ है डायवर्जेंस Mdv मुझे Mcosϕदेता है यहां तक कि तब भी जब चौड़ाई या डिब्बे की ऊंचाई लगभग 0 है तो इसका मतलब है कि यहां कहीं डेल्टा फंक्शन होना चाहिए तो मैं तुरंत लिख सकता हूं कि डायवर्जेंस Mdvगुणा a है ऊंचाई ds है चलिए लिखते हैं यह बराबर है Mcosϕaदोनों तरफ से a कट जाता है और ds जब यह सतह के लिए जाता हैयह मुझे 1 देता है अन्यथा यह मुझे 0 देता है और इसलिए मैं लिख सकता हूं कि डायवर्जेंस M Mcosϕδ और डायवर्जेंस H ऋण आत्मक होता है अर्थात डायवर्जेंस H डायवर्जेंस M Mcosϕδ और यह आपका उत्तर है अगली प्रश्न संख्या 7 यह कहती है कि चुंबकित बेलन जो प्रश्न संख्या 6 में है उसके अंदर सहायक क्षेत्र H और चुंबकीय क्षेत्र B है यदि मैं बेलन के ऊपर से देखता हूं तो चुंबकत्व M दिशा में जा रहा है और हमने पहले ही देखा है कि H का डाइवर्जंस Mcosϕδहै और इसलिए कोई धारा नहीं है करल H जीरो है इसलिए H सतह पर वितरित आवेश का विद्युत क्षेत्र 0cosϕकी तरह होगा और यह तुरंत मुझे देता है तो यह आवेश इस तरफ धनात्मक है और दूसरी तरफ ऋण आत्मक है और यह मुझे देता है कि H M2 या मैं अब M2 सदिश लिख सकता हूं और इसलिए Hinside M2 है जो 0HMके बराबर हैयह होगा 0M2इसलिए आंतरिक H यह H है और M एक ही दिशा में लाल के द्वारा बताए गए हैं इनका परिमाण 0M2है मैं आपको इस बारे में सोचने दूंगा कि आप सीमित धारा का उपयोग करके इस समस्या को कैसे हल करेंगे क्योंकि याद करें सीमित धारा JB जो करल M के बराबर है और इस स्थिति में जीरो है और KB जो M X nहै वह यहां सतह धारा के बराबर होगी M इस दिशा में है n बाहर जा रही है इसलिए M X n एक लंबा बेलन होगा मैं आपको इसे हल करने के बारे में सोचने देता हूं चलिए कभी कभी H तरीके के उपयोग की शक्ति के बारे में दिखाते हैं प्रश्न संख्या 8 यह एक पदार्थ की बात करती है जो एक आदर्श प्रतिचुंबकीय और एक अतिचालक है आपको यह दिया गया है कि एक अतिचालक को आप कहीं भी रखें इसकेअंदर क्षेत्र हमेशा 0 होता है तो यदि मैं एक अतिचालक का गोला लेता हूं और इसे अनुप्रयुक्त क्षेत्र B में रखता हूं तो हम यह जानना चाहते हैं कि अंदर M क्या है और कुल H क्या है अब मैं जानता हूं कि Binside 0 है और यह Bapplied अनुप्रयुक्त Binduced प्रेरित जो M के कारण है उसके बराबर होना चाहिए क्योंकि अनुप्रयुक्त B समान है मैं यह भी जानता हूं कि तब B प्रेरित भी समान और विपरीत दिशा में होना चाहिए तो अब हम क्या जानना चाहते हैं कि मेरे पास एक M है जो मुझे विपरीत दिशा में इस तरह से प्रेरित क्षेत्र देता है हमने पहले ही किसी व्याख्यान में यह देखना है कि यह एक समान चुंबकत्व के द्वारा किया जाता है यदि मेरे पास एक समान चुंबकत्व M है चलिए कहते हैं कि यह धनात्मक z दिशा में है तब मुझे समस्या को हल करने दीजिए डायवर्जेंस H डायवर्जेंस M के बराबर है यह मुझे धनात्मक z दिशा में जाता हुआ देगा कुछ धनात्मक चुंबकीय आवेश यहां हैऋणात्मक चुंबकीय आवेश यहां है और × H0 है यह ध्रुवीकरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तरह है और इस स्थिति में H होगा M3 और इसलिए चुंबकीय क्षेत्र होगा M M32M3 तो मैंने इस कठोर गोलीय चुंबक की समस्या को हल किया है अंदर क्षेत्र क्या होने चाहिए यदि यहां चुंबकत्व M और ऊंचाई भी है तो यह मुझे एक चुंबकीय क्षेत्र देता है मैं इसे इस दिशा में हरे से बनाता हूं यह है ⅔ M क्योंकि मैं विपरीत दिशा में एक चुंबकीय क्षेत्र चाहता हूं तो अतिचालक में M विपरीत दिशा में होना चाहिए आप इसे Bapplied अनुप्रयुक्त और इस चुंबकत्व के कारण क्षेत्र का योग भी लिख कर देख सकते हैं जो ⅔ M 0 होना चाहिए क्योंकि अतिचालक के अंदर क्षेत्र 0 है और यह तुरंत मुझे देता है कि चुंबकत्व 32 है इसलिए मेरे पास यह H होना चाहिए इसलिए मैं यहां 0करता हूं मैं इसे गुलाबी से लिखता हूं यहां भी एक 0 है इसलिए यह 0 होना चाहिए और M32Bapplied0यह M है हमें M मिल गया है और मैं जानता हूं कि B 0 है जो 0HMहै और B0 इसलिए H M जो होगा 32Bapplied0 इस 32 में से एक H Bappliedके कारण आता है और ½ M से आता है जो प्रेरित किया गया है इस असाइनमेंट की बची हुई समस्याएं 91011 मिस होरमिता दास गुप्ता द्वारा हल की जाएंगे विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 8 में हमने एक अतिचालक गोले के अंदर सहायक क्षेत्र H और चुंबकत्व M को हल किया है तो अब हम इस अतिचालक के अंदर चुंबकीय प्रवृत्ति e का मान जानना चाहते हैं इसलिए हम जानते हैं कि एक अतिचालक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र Binside बराबर 0 है यदि मैं एक अतिचालक पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र B में रखती हूं तो चुंबकीय रेखाएं इस तरह से व्यवहार करती हैं तो यह इस तरह होगा यह कुचालक के अंदर प्रवेश नहीं करेंगी तो यदि मैं एक अतिचालक पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखती हूंतब चुंबकीय क्षेत्र इस अतिचालक पदार्थ के अंदर प्रवेश नहीं करता है और क्षेत्र 0 है तोमैं जानती हूं कि B0HM0HMH क्योंकि MMH तो मुझे मिलता है B0H1M0 इससे मुझे मिलता है 1M0 जो मुझे M का मान 1 देता है इसलिए एक अतिचालक पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान 1 है तो प्रश्न संख्या 10 में हमें एक बिंदु द्विध्रुव का सहायक क्षेत्र H निकालना हैजो अनंत सीमा का है r≠0इसलिए द्विध्रुव को मूल बिंदु पर रखा जाता है और इसके चुंबकीय द्विध्रुव का मान mmz है इसके लिए मैं चित्र बनाती हूं तो यह कार्तीय निर्देशांक प्रणाली है मैं अपने चुंबकीय द्विध्रुव को इस मूल पर रखती हूं चुंबकीय संवेग है mz इसलिए यह z अक्ष की दिशा में है या एक बिंदु द्विध्रुव है और मैं यहां गोलीय निर्देशांक प्रणाली भी बना सकती हूंयह मेरा है और यह मेरा है इसलिए यहां r सदिश है यह है यह है तो अब मैं देखती हूं कि सहायक क्षेत्र H का r≠0 पर क्या मान है जैसा कि हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकत्व उत्पन्न हुआ है इसलिए यदि चुंबकीय क्षेत्र B किसी रूप में बाहर या दिक पर निर्भर करता है तो चुंबकत्व m भी उस निर्भरता का अनुसरण करेगा तो हम जानते है कि डायवर्जेंस B0 है और यह चुंबकीय द्विध्रुव अनंत सीमा का है तो इसलिए हमारे पास इसकी संलग्न सतह नहीं है जैसा कि हम जानते हैं कि डायवर्जेंस B शून्य है और डायवर्जेंस M डायवर्जेंस B के अनुपातिक है इसलिए डायवर्जेंस M भी शून्य होगा जैसा कि B0HMयह बताता है कि डायवर्जेंस H भी शून्य है अब करल H का पता लगाने के लिए हम जानते हैं कि बिंदु द्विध्रुव मूल पर r0 पर रखा हुआ है हम पिछले पृष्ठ का उल्लेख कर सकते हैं Refer Time 1603 जहां हमने इस चुंबकीय ध्रुव का चित्र बनाया है और यह निर्देशांक प्रणाली दिखाइए तो अब यह r0 इसलिए हमारे पास कोई स्वतंत्र धारा नहीं है 0 से दूरr0 0 से दूरr0 से दूर हम याद कर सकते है कि करल HJfreeइसलिए हम इस निष्कर्ष पर आए है कि डायवर्जेंस H0 और बिंदु द्विध्रुव जो r0 पर है उसके लिए करल H0 है तो अभी आपने जो समस्या देखी जिसमें हमारे पास अनंत माध्यम में एक बिंदु द्विध्रुव था और यह बताया गया कि इस द्विध्रुव से चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो Minducedथा वह B के अनुपातिक है और इसलिए इनकी r या दिक चर पर क्रियात्मक निर्भरता समान थी यह बिंदु यहां लिख लेना चाहिए कि क्योंकि यह अनंत सीमा का पदार्थ है मान लीजिए हम इसे काट देते हैं तो हम इस प्रश्न को इस तरह बदलते हैं कि यदि हमारे पास एक सीमित चुंबकीय पदार्थ है या चुंबकीय पदार्थ का गोला है और मैं एक बिंदु द्विध्रुव को केंद्र पर रखता हूं इस स्थिति में क्या होगा कि जो भी M उत्पन्न होता है यहां भी सतह पर Mn या M X n होता है और यह अतिरिक्त H को बढ़ाता है और यह निर्भरता B के सीधे अनुपातिक नहीं होती है यह थोड़ा और मुश्किल होगा इस खास स्थिति में जब एक अनंत माध्यम में इसे रखते हैं हमें जो भी तर्क दिए गए सब वैध थे प्रश्न संख्या 11 में हम एक बिंदु द्विध्रुव का सहायक क्षेत्र H निकालते हैं तो हमारे पास इस समस्या को देखने के दो अलग अलग तरीके हैं पहले तरीके में हम स्थैतिकी से इसकी समानता करते हैं हम व्याख्यान के वीडियोस में देख सकते हैं कि हमने एक द्विध्रुव के लिए विद्युत क्षेत्र की गणना कैसे की और यहां हम उस विद्युत क्षेत्र के साथ एक समानता बनाते हैं और हमारे सहायक क्षेत्र H का मान निकालते हैं तो चलिए इस समस्या को पहले तरीके से हल करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि करल H Jfreeजो 0 है हमने समस्या संख्या 10 में इसे देखा है और डायवर्जेंस H को बिंदु द्विध्रुव के चुंबकीय आवेश की तरह लिख सकते हैं कृपया याद करें कि करल E0 है यह E बिंदु द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र है और डायवर्जेंस E0जहां आवेश घनत्व है अब यदि मैं इन दोनों के बीच में समानता बना सकती हूं मैं देखूंगी की बिंदु आवेश का सहायक क्षेत्र विद्युत द्विध्रुव के विद्युत क्षेत्र के समतुल्य है तो यह मुझे इस समस्या को देखने का बहुत आसान तरीका देता है मुझे इसे हल करने के लिए विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है मैं समानता बना सकती हूं और यह लिख सकती हूं कि H14r33mrr mजहां m बिंदु द्विध्रुव का चुंबकीय संवेग है मैं यह व्यंजक कैसे प्राप्त कर सकती हूं क्योंकि मैं जानती हूं कि एक बिंदु द्विध्रुव के लिए विद्युत क्षेत्र EdipoleP40r32 cosθrsinθ था आप व्याख्यान के नोट्स देख सकते हैं औरआपको यह व्यंजक मिल जाएगा और जब आप इसे निर्देशांक से अलग रूप में लिखते हैं तो आपको इसी तरह का रूप जैसे 140r33pr r Pमिल जाता है तो जब आप इसे सहायक क्षेत्र H से जोड़ते हैं यानी तुलना करते हैं आप सहायक क्षेत्र के लिए व्यंजक लिख सकते हैं यह इस समस्या को देखने का एक तरीका है इस समस्या की तरफ देखने का दूसरा तरीका पूर्ण रूप से चुंबकीय है इसलिए एक चुंबकीय द्विध्रुव को एक गोलीय धारा के घेरे के रूप में देखा जा सकता है मान लेते हैंयह i है और इस घेरे का क्षेत्र a है इसलिए मेरा चुंबकीय संवेग m इस बिंदु द्विध्रुव के चुंबकीय संवेग का परिमाण धारा गुणा क्षेत्र है तो अब मुझे दिशा का भी पता लगाना है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लंबवत है चुंबकीय संवेग की दिशा सतह की धारा के घेरे के लंबवत है अब हमने देखा कि डायवर्जेंस B 0 के बराबर हैडायवर्जेंस M भी 0 है और हमारे पुराने उत्तर में डायवर्जेंस H भी 0 है हम जानते हैं कि डायवर्जेंस H0और करल H Jfreeअब यदि बिंदु द्विध्रुव को खुली जगह पर रखा जाता है हम जानते हैं कि डायवर्जेंस B 0 के बराबर है और करल B 0Jके बराबर है अब इन दो समीकरणों के समूह को संबंध करते हैं हम देख सकते हैं कि इस 0 के अलावा यह दोनों समीकरण समान है इसलिए मैं लिख सकती हूं हम जानते हैं B 043mr r mr3 मैं इन दोनों समीकरणों के बीच में समानता बना सकती हूं मैं सीधा लिख सकती हूं इसे H 0 के अलावा H 143mr r mr3 तो एक बिंदु द्विध्रुव के सहायक क्षेत्र के लिए मेरा आखिरी व्यंजक है H143mr r mr3 ध्यान दें कि H का यह का यह मान इस बात से स्वतंत्र है कि बिंदु खुली जगह पर है या एक चुंबकीय प्रवृत्तिM के अनंत माध्यम में है क्योंकि समीकरण आपको यह जवाब देते हैं खुली जगह और माध्यम के बीच का अंतर तब होगा जब हम चुंबकीय क्षेत्र के गणना करते हैं इसलिए दोनों ही स्थिति में H143mr r mr3 होगा जैसा अभी प्राप्त किया गया क्योंकि समीकरणों में समानता है खुली जगह पर B जब द्विध्रुव खुली जगह पर है यह 0Hहोगा यहां कोई m नहीं होगा परंतु जब B माध्यम में है तब B0Hm होगा यह होगा B0HmHइसे लिख सकते हैं B0H1m m पर निर्भर करते हुए यदि यह परा चुंबकीय पदार्थ है तो यह खुली जगह से थोड़ा ज्यादा होगा